मित्र अब हम कार्यस्थल मे रचनात्मकता और नवीनीकरण के बारे में बात करेंगे और इन विषयों में हम रचनात्मकता और नवीनीकरण के बीच अंतर को कवर आवरण दूसरा हम कार्य स्थल मे नवीनीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और तीसरा हम तकनीकों या विचार पीढ़ी के बारे में उल्लेख करेंगे पहले अंक पर आने पर कार्यस्थल रचनात्मकता आमतौर पर संगठनात्मक उत्पादों सेवाओं प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं से संबंधित है और यह नए और उपयोगी विचारों के उत्पादन पर केंद्रित है उत्पाद सेवाओं प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के संदर्भ में और जब आप कार्यस्थल में रचनात्मकता के विचारों का उल्लेख करते हैं यदि इसे लागू किया जाता है जिसे कार्यस्थल पर नवीनीकरण कहा जाता है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कार्यान्वित रचनात्मकता ही नवीनीकरण है और दो तरफ हैं एक तरफ एक निवेश है दूसरी तरफ एक उत्पादन है संगठन में इनपुट पक्ष में रचनात्मक व्यक्ति समूह और संगठन हैं और आउटपुट पक्ष में हमारे पास उत्पाद सेवाएँ और प्रक्रियाएं हैं लेकिन इसके बीच इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन है रचनात्मकता से एक व्यक्ति समूहों और संगठनों के उत्पादों की सेवाओं और प्रक्रियाओं में जाता है बीच में एक परिवर्तन होता है और वह संगठन में स्थिति या वातावरण है जो रचनात्मक प्रक्रिया के लिए प्रवाहकीय होगा इसलिए संगठन के संदर्भ में नवीनीकरण व्यक्तिगत रचनात्मकता और पर्यावरण रचनात्मकता के बीच का परस्पर क्रिया है जो किसी भी संगठन में नवीनीकरण की प्रेरक शक्ति है एक उदाहरण लीजिए एक कंपनी कांच के बने पदार्थ बनाती है प्रक्रिया का अंतिम चरण उपयोग किए गए अखबार में व्यक्तिगत रूप से काँच को लपेटना है और फिर उन्हें एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बॉक्स में रखें तब बॉक्स को सील कर दिया जाता है प्रबंधन इस अंतिम चरण के साथ कम उत्पादकता को नोटिस करता है कि कार्यकर्ता कभी कभार अखबार पढ़ने के लिए रुक जाते हैं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रबंधन क्या कर सकता है आपके दिमाग में यह विचार आ सकता है कि हम अब अखबार का उपयोग नहीं करेंगे और यदि आप काँच को लपेटने के लिए किसी अन्य पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में हमें लागत के साथ मेल खाना होगा क्या लागत अधिक और निम्न है फिर कम लागत को प्राथमिकता दी जाती है या आपको कुछ अन्य तरीके मिल सकते हैं कि काँच को कैसे लपेटा जा सकता है इस प्रकार इसे निर्दिष्ट बॉक्स में रखा जाएगा इसी तरह कंपनी को इस समस्या का सामना करने के लिए विभिन्न विकल्पों की आवश्यकता होती है और इसे केवल तब सुलझाया जा सकता है जब आपके कर्मचारी काम करते है प्रबंधन जो काम करने के लिए एक निर्देशन करते हैं या नौकरी करने के लिए शामिल होते हैं और कंपनी के वसूली विभाग जो सामग्री खरीदता है इन सभी लोगों को एक रचनात्मक समाधान के लिए जाने के लिए या एक रचनात्मकता समाधान या इन मामलों में एक नवीनीकरण के लिए जाने के लिए शामिल करने की आवश्यकता है और जैसा कि आप संगठन में रचनात्मकता को याद कर सकते हैं यह कभी भी एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है क्योंकि विचारों को विशिष्ट संदर्भ में बनाने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए बाजार का ज्ञान प्रौद्योगिकी विकास का ज्ञान होना चाहिए और बाहरी वातावरण में परिवर्तन का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही यह कंपनी की रणनीति को भी देखेगा या यह गुणवत्ता वाला उत्पाद या लागत अनुकूलन वगैरह के लिए जा रहा हो और जो व्यक्ति इस रचनात्मकता को बनाने के लिए शामिल हैं उन्हें इन विशेष क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति के बारे में पता होना चाहिए और उसी समय किसकी आवश्यकता होती है इसके लिए स्क्रीनिंग और व्यवसाय विश्लेषण और एक ही समय में पहचान की आवश्यकता होती है यदि आप तकनीक में विचार विकसित कर रहे हैं तो इसके लिए अवसर पहचान की आवश्यकता होती है और इससे उत्पाद का विकास होगा और उत्पाद विकसित होने के बाद व्यावसायीकरण बाजार में प्रवेश होगी और फिर संगठन का विकास जारी रहेगा इसलिए यदि आप इस आंकड़े को देखेंगे तो आप पाएंगे कि रचनात्मकता कभी भी रैखिक प्रक्रिया नहीं है लेकिन एक ही समय में संगठन में अधिक नवीनीकरण के कई फायदे हैं यदि नवीनीकरण होगा तो वह समूह जो रचनात्मकता के लिए जवाबदेह है या संगठन में विभिन्न लोगों के प्रतिनिधि हैं उन्हें जानकारी साझा करने की आवश्यकता है समूह द्वारा पहल की जाएगी और संगठन मे एकीकृत नीति होनी चाहिए और आर और एन में निवेश होना चाहिए और यदि आप उत्पाद या सेवा कर रहे हैं तो यह दूसरों के साथ सतह होगा चाहे सेवा सुविधाओं लागतों और अन्य आयामों की तुलना में बेहतर हो और क्योंकि बेहतर दक्षता और सस्ते उत्पाद और सेवाएं प्रतियोगियों द्वारा पेश किए गए लोगों की तुलना में अधिक आकर्षक हैं और नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमें न केवल यह मुद्दा है बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन संरचना और प्रक्रिया रचनात्मकता और नवीनीकरण दोनों को अनुकूलित करें और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अपनी सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए लोगों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है केवल तभी रचनात्मकता होगी या नवीनीकरण होगा आप एक सवाल का जवाब दीजिए संगठन आज कैसे मौजूद हो सकता है लेकिन यह रचनात्मकता और नवीनीकरण के लिए खुला नहीं है और परिवर्तन के लिए तैयार है क्या 10 साल के समय में मौजूद रहेगा आज कितने संगठन हैं लेकिन वे रचनात्मकता और नवीनीकरण के लिए खुले नहीं हैं और परिवर्तन के लिए तैयार है अभी भी दस साल के समय में मौजूद रहेंगे सवाल यह है इसका मतलब है कि संगठन नवीनीकरण के लिए जाने के इच्छुक नहीं हैं तो यदि वे नवीनीकरण के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या वे 10 साल बाद मौजूद होंगे शायद कोई भी मौजूद नहीं होगा क्योंकि संगठनों की स्थिरता और लाभप्रदता के लिए निरंतर नवाचारों की आवश्यकता है रचनात्मकता और नवीनता में बिल्कुल समझ शामिल है विशिष्ट संगठनात्मक संदर्भ में क्या शामिल है और जो क्या चीज़ सुविधा प्रदान करती है और जो व्यवहार रचनात्मकता और नवीनता को बाधित करता है और तदनुसार हमें यह देखना होगा कि कर्मचारियों या रचनात्मकता समूह के हितधारकों के व्यवहार मे क्या बदला जा सकता है ताकि संगठन में रचनात्मकता के लिए इसे बढ़ावा मिल सके और कुछ गलत धारणाएं हैं कुछ लोग रचनात्मक हैं जबकि अन्य नहीं हैं हर किसी के पास एक दायाँ मस्तिष्क है और दायाँ मस्तिष्क विचार की पीढ़ी के लिए जवाबदेह है तो हर कोई रचनात्मक हो सकता है हर कोई कुछ के लिए है हर कोई रचनात्मक है रचनात्मकता कुछ लोग मे हैं या नहीं है यह एक गलत धारणा है क्योंकि हर किसी के पास कुछ रचनात्मकता राशि होनी चाहिए कुछ असाधारण रूप से नवप्रवर्तक हो सकते हैं कुछ नवोन्मेष में कम हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास है और कुछ के पास नहीं है सभी में रचनात्मकता की चिंगारी है क्योंकि सभी के पास दायाँ मस्तिष्क है जो रचनात्मक विचारों के लिए उत्तरदायी है रचनात्मकता विघटनकारी और प्रतिशोधात्मक है जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया था रचनात्मकता के बिना फर्म की स्थिरता और लाभप्रदता पर सवाल उठाया जाएगा और रचनात्मकता केवल कुछ विभागों के लिए प्रासंगिक है नहीं आप सोच सकते हैं कि यह केवल डिजाइन प्रचार और विपणन विभाग पर लागू है लेकिन हर क्षेत्र में रचनात्मकता की आवश्यकता है यह वित्त में आवश्यक है ये विपणन में आवश्यक है ये संचालन में आवश्यक है ये एचआर में आवश्यक है और संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी इसकी आवश्यकता है इसलिए यह सभी विभागों पर लागू होता है और रचनात्मकता के लिए कुछ बाधाएं हैं क्योंकि अगर लोग वहां हैं वे भी नहीं हैं अगर उनके पास नवीनीकरण और रचनात्मकता बनाने की क्षमता है कि क्षमता का दोहन नहीं किया जाता है या इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो एक संगठनात्मक ढलान है नौकरशाही है और रेटेड दर प्रबल है जिसके परिणामस्वरूप रचनात्मकता में देरी हो रही है और शायद यह नहीं हो सकता है और इसी तरह अगर संरचना पर्याप्त लचीली नहीं है तो यह रचनात्मकता और नवीनता को समायोजित नहीं करेगा और कर्मचारियों के बीच या उन लोगों के बीच जो रचनात्मक हैं और वे लोग जो रचनात्मकता में उच्च हैं और शीर्ष प्रबंधन है एक खराब संचार है अगर घटिया संवाद होगा तो रचनात्मकता नहीं होगी और यह एक धारणा है कि एक आयातित प्रतिभा सिंड्रोम है जो यह बोलता है कि बाहर से लोगों को लाने से वे केवल रचनात्मक होंगे और वे संगठन में नवप्रवर्तक होंगे यह एक गलत धारणा है क्योंकि यदि संगठन ऐसा करता है तो अंदरूनी सूत्र रचनात्मकता के लिए निराश महसूस करेंगे और हर किसी में कुछ बनाने की क्षमता है और रचनात्मकता के लिए गुंजाइश प्रदान की जानी चाहिए और एक अंक यह भी है कि अगर कोई जोखिम लेता है और किसी विशेष उत्पाद या सेवा या विश्लेषण के माध्यम से प्रक्रिया अनुकूलन के लिए जाता है जैसे व्यवसाय प्रक्रिया इंजीनियरिंग जहां आप समय और प्रक्रिया का अनुकूलन करते हैं एक जोखिम है कि यह बाजार में सफल नहीं हो सकता है यदि उत्पाद लॉन्च किया गया है और उत्पाद बाजार में प्रवेश करता है तो एक मौका है कि नया उत्पाद या नई सेवा बाजार में टिक नहीं सकती है और कुछ वित्तीय जोखिम है क्योंकि पैसा पहले से ही निवेश किया गया है अगर आप आर और डी में लगे हुए हैं और कुछ नया पैसा कर रहे हैं तो परियोजना के लिए पहले से ही निवेश किया गया है लेकिन एक बार पैसा लगाया गया है और रचनात्मकता के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है जब आप लोगों से रचनात्मकता की उम्मीद कर रहे हैं तो एक विशेष मृत रेखा से चिपकना मुश्किल है और एक बार जब यह सफल होता है और यदि परियोजना सफल होती है उत्पाद सफल होता है या सेवा सफल होती है तो आने वाले समय के लिए संगठन के लिए धन का बारहमासी प्रवाह होगा तो आप क्या कहना चाहते हैं कि संगठन हमारे कुछ संगठन हैं जो कि यदि आप इस प्रकार के उत्पाद के लिए जा रहे हैं ऐसा हो सकता है कि यदि उत्पाद क्लिक नहीं करता है तो उत्पाद को प्रारंभ या धारणा से अंतिम चरण तक विकसित करने के लिए हमने जो भी पैसा लगाया है इसलिए हम उस धन की वसूली नहीं कर पाएंगे इसलिए वहाँ के कई संगठन जोखिम लेने के लिए वित्तीय विरोध कर रहे थे इसलिए जब आप रचनात्मकता को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें डर को दूर करना होगा विश्वास और विचारों को बेहतर संचार के माध्यम से साझा करना प्रोत्साहित करना होगा और प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा में आप नवीनीकरण को कर्मचारियों के प्रदर्शन का एक हिस्सा बनाते हैं कुछ संगठनों में यह उदाहरण के लिए कहा जाता है वैज्ञानिक संगठन में जब प्रदर्शन का अनुमान लगाया जाता है तो यह प्रकाशित पत्रों की संख्या दायर किए गए पेटेंटों की संख्या और व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए उद्धरणों की संख्या के आधार पर लगाया जाता है इन सभी को विशेष रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास संगठनों या प्रौद्योगिकी संगठनों में विज्ञान के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में उन लोगों पर विचार करने के लिए लिया जाता है जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और रचनात्मक बनाने के लिए नवीनीकरण को नई संभावनाओं और अन्य लोगों के साथ सहयोग करने के लिए कर्मचारियों के लिए पर्याप्त ढीलेपन का निर्माण करें संगठन के भीतर और बाहर दोनों कर्मचारियों को पर्यावरण को स्कैन करने के लिए प्रशिक्षित करें नए रुझानों प्रौद्योगिकियों या ग्राहकों के मन में बदलाव के लिए इसलिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें और विविधता भिन्न सोच के महत्वपूर्ण महत्व पर जागरूकता बढ़ाएं और इसलिए वे विभिन्न विचारों के साथ आने के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं और विचार प्रबंधन प्रणाली को उन कई संगठनों की तरह रखें जिनके पास सुझाव बॉक्स है जहां लोग इस सुझाव को रख सकते हैं अगर उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिसे प्रबंधन द्वारा आगे की जांच की जाएगी और प्रबंधन की मंजूरी के साथ इसे निष्पादित किया जाएगा इसी तरह एक ऐसा विचार गुणवत्ता मंडलियां हैं जहां एक ही कार्य क्षेत्र से आठ या दस सदस्य हैं वे कंपनी के परिसर के दौरान होंगे कंपनी के कार्य घंटों के दौरान वे चर्चा करेंगे कि हम उत्पाद या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं और कुछ उपकरण और तकनीक हैं जिनसे बात की जाती है जैसे प्रभाव आरेख फिर पेरेटो विश्लेषण वे छोटे उपकरण उनके बरेमे बात कर रहे हैं तो जिसके साथ वे हिस्टोग्राम कर सकते हैं तब इन सभी उपकरणों से बात की जाती है इसलिए वे कार्य स्थान में विश्लेषण कर सकते हैं और वे विचारों के साथ बाहर आ सकते हैं और जिन विचारों को आप एक बार लेते हैं वे इसे शीर्ष प्रबंधन को भेज देंगे और अनुमोदन के लिए शीर्ष प्रबंधन के साथ इसे निष्पादित किया जाएगा और यह भारत और अन्य जगहों पर पाया गया है कि यदि आप गुणवत्ता वाले सर्कल को लागू करते हैं तो इससे लागत में कमी आई है और साथ ही फर्म की उत्पादकता में सुधार हुआ है तो ये कुछ तरीके हैं कोई व्यक्ति बाधा को कैसे पार कर सकता है इस पर विचार करने के लिए अतिरिक्त तत्व यह है कि संगठनों में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए रचनात्मक कार्य या नवीनीकरण कार्य करने वालों के संदर्भ के लिए संस्कृति और संवेदनशीलता के अनुसार और आत्म परावर्तन आत्म मूल्यांकन और दूसरों से रचनात्मक आलोचना प्राप्त करने के माध्यम से संभव होने पर विकासात्मक गतिविधियां होनी चाहिए व्यक्तियों साथ ही उत्पादों और सेवाओं और कर्मचारियों की प्रेरणा में लगातार सुधार करने के लिए रणनीतियों को संशोधित करना भी इसका एक हिस्सा है जो नवीनीकरण कार्य में शामिल हैं इसलिए संगठन को उन्हें प्रेरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए और जलवायु बनाने की स्थापना भी महत्वपूर्ण है जहां आपसी विश्वास और आत्मविश्वास विकसित होता है एक रचनात्मक जलवायु के निर्माण में संगठनात्मक संरचनाओं संचार नीतियों और प्रक्रियाओं इनाम और मान्यता प्रणालियों प्रशिक्षण नीति प्रशिक्षण पॉलिसियों लेखा और माप प्रणालियों और विकास रणनीति का व्यवस्थित विकास शामिल है और यह सब नवीनीकरण को बढ़ावा देगा और इससे यह भी पता चलेगा कि उद्यमशीलता रचनात्मकता और नवीनता के साथ भी जुड़ी हुई है क्योंकि आप उद्यमियों को सभी संगठनों में पाएंगे सभी कर्मचारी व्यवसायी नहीं हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग करने और लाभप्रदता लाने या कंपनी के लिए धन लाने के लिए विचार पीढ़ी से निष्पादन या कार्यान्वयन में शामिल होते हैं तो वे लोग हैं जो स्टार कलाकार हैं उनमें से कुछ स्टार कलाकार हैं वे कर्तव्य के आह्वान से परे भी काम करते हैं वे इस प्रक्रिया में बहुत मेहनत करते हैं और अंत मे वे संगठन के लिए धन का सृजन करते हैं और ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जैसे अत्यधिक रचनात्मक लोग ऐसे व्यवसायी भी दुर्लभ हैं और अगर वे वहां हैं तो केवल संगठनों में इस तरह के सांस्कृतिक को बढ़ावा मिलेगा सॉफ्टवेयर से लेकर आईबीएम तक सामान्य मोटरों तक और मारुति उद्योग में हर संगठन मे आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनोवेटर्स हैं और वे वो लोग हैं जिनके पास एक नवप्रवर्तक हैं वे जो व्यवसायी हैं और वह भाव ऐसी है कि वे एक विशेष विचार लेते हैं धारणा की अवस्था सेनिषेचन अवस्था तक और अंत मे इसे उत्पाद के रूप में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और सेवाओं को बनाते हैं और धन उत्पन्न करते हैं और लोगों को यह भी सिखाएं कि उद्यमशील प्रथाओं के मूल सेट को अपनाने से उनके कामकाजी जीवन में लाभ संभव था यदि वे लंबे समय तक बुनियादी व्यवसायी अभ्यास करते हैं तो वे अपने सामाजिक नागरिक और वाणिज्यिक संस्थानों के लिए वही लागू कर सकते हैं जिसके साथ वे सक्रिय हैं इसलिए यह संगठन को लाभान्वित करने के साथ साथ आसपास के वातावरण में भी लाभान्वित करेगा जिसमें वे रहते हैं जब हम सभी ने बताया है लेकिन मूल बात यह विचार सफलता की मुद्रा है यदि आपके पास विचार हैं तो आप अपने आप को प्रतिस्पर्धियों पर अलग कर सकते हैं इसलिए यह अध्ययन करना आवश्यक है कि कुछ ऐसे उपकरण कैसे हैं हालांकि संगठनात्मक सदस्य रचनात्मक हो सकते हैं और विचार पीढ़ी के लिए विभिन्न तकनीकें हैं और इसके लिए मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशंस एचआर आईटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि की भागीदारी की जरूरत है ताकि रचनात्मक विचार उत्पन्न किया जा सके क्योंकि समस्या किसी भी क्षेत्र की हो सकती है और समस्याएँ एक विभाग की नहीं है समस्या पूरे संगठन को प्रभावित कर रही है इसलिए जब तक विभिन्न दृष्टिकोण से समस्या को नहीं देखा जाता है तब तक यह कभी भी सफल नहीं होगा इसलिए इन हितधारकों को इसमें शामिल करना और यह करने से हम क्या करेंगे और की हम सीमित जानकारी को दूर करेंगे क्योंकि जब बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ लोग विपणन से संभावित जानकारी प्रदान करेंगे एक अन्य संभावित परिचालन से अभी भी जानकारी प्रदान करेगा दूसरा आईटी दृष्टिकोण से जानकारी प्रदान करेगा ये अलग अलग संभावित हैं इसलिए जब वे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यह सूचना का एक समृद्ध आधार प्रदान करेगा या तो प्रक्रिया अनुकूलन या समय अनुकूलन या नए उत्पाद विकास करेगा और यह सक्रिय सीखने की प्रक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और वे विचारों को उत्पन्न करते हैं तो हर कोई दूसरों से सीखता है और यह व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का भी इस अर्थ में मुकाबला करेगा कि यदि मेरे पास पक्षपातपूर्ण जानकारी है या उचित तर्क और जानकारी के साथ पक्षपाती विचार है तो इसे ओवर स्टेक होल्डर्स द्वारा काउंटर किया जाएगा और जब लोग निर्णय लेने में खुद को शामिल करते हैं तो समाधानों की स्वीकृति होगी लेकिन फिर यह सवाल आता है कि यह समूह कितना बड़ा होगा आम तौर पर एक छोटा समूह अधिकतम आठ या दस व्यक्तियों या बारह व्यक्तियों से समझौता करता है जैसे गुणवत्ता मंडलियों में हमारे पास दस या बारह व्यक्तियों वाले या दस व्यक्तियों का यह छोटा समूह होता है तो इसलिए एक छोटा समूह होगा और कुछ तकनीकें हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं विचार पीढ़ी और इन तकनीकों पर हम चर्चा करेंगे इनका उल्लेख यहां आप देख सकते हैं और हम एक के बाद एक संक्षिप्त मे चर्चा करेंगे सबसे पहले स्लिप कार्ड राइटिंग है स्लिप कार्ड राइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें समूह के प्रत्येक सदस्य को एक पैड प्रतियोगिता मिलेगा पैड जिसमें 25 स्लिप या कार्ड होते हैं सुविधाकर्ता समूह के सदस्यों को 5 मिनट के भीतर अधिक से अधिक विकल्प लिखने के लिए कह सकता है प्रत्येक विकल्प को एक अलग कार्ड या एक अलग पर्ची पर लिखा जाना चाहिए समस्या को यथासंभव कैसे रखें और पर्ची लिखने से पहले और उसके दौरान समूह के सदस्यों को जल्दबाजी में रखें और उन्हें अपने मन में आने वाले कई विकल्पों को लिखने के लिए कहें निर्देश करें सोचना बंद न करें आप पहले से ही सोच रहे हैं कि जो कुछ भी आपके मन में आए उसे लिखें जब पर्ची कार्ड लेखन के लिए सात आठ लोग होते हैं तो वे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों से होते हैं समस्या उनके सामने प्रस्तुत की जाती है इसलिए अंतमे हमें समूह से बहुत सारे विचार मिलेंगे कि उनकी समस्या को कैसे सुलझाया जाए या समस्या को कैसे हल किया जाए फिर बाद में सभी विचारों को जोड़ा जा सकता है और कुछ प्रभावी विचार उनके हो सकते हैं जो फिर से धारणा से कार्यान्वयन के अंतिम चरण तक जा सकते हैं एक और बुद्धिशीलता विचार मंथन है मूल रूप से समूह में लोगों के दिमागों का मंथन है समस्या सामने आती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आपकी राय क्या है इसलिए जब समस्या पूछी जाती है तो समाधान समूह के सदस्यों से एक के बाद एक होता है जैसे कि लोग समाधान प्रदान करेंगे तो इसलिए यह एक प्रक्रिया है जो चार सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती है सभी आलोचनाओं से इंकार किया जाता है किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है किसी को भी विचार करने की अनुमति नहीं दी जाती है या अन्य किसी भी विचार पर विचार नहीं किया जाता है जब तक कि विचार निर्माण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है दूसरी स्वतंत्र इच्छा का स्वागत है रचनात्मकता और कल्पना पर जोर दिया गया है उंझान मे डालनेवाला गुणवत्ता के संदर्भ के बिना वैकल्पिक समाधानों की बेहतर तीसरी मात्रा के विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है जितने अधिक विकल्प उत्पन्न होते हैं उतने ही अधिक उपयोगी विकल्पों की संभावना बढ़ जाती है चौथा पिग्गी बैकिंग अच्छा है हर किसी को यह सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि 2 या अधिक विचारों को मिलाकर दूसरों के विचारों को नए विचारों में कैसे बदला जा सकता है लेकिन विचार निर्माण की प्रक्रिया में कोई आलोचना नहीं है या किसी विशेष विचार के लिए कोई सवाल नहीं है तो यह बुद्धिशीलता को लागू करके बहुत सारे विचार बनाता है और एक वैकल्पिक विकास और खिंचाव मैट्रिक्स है तो यह इस तरह कहता है कि यहाँ विकल्प यहाँ की तरह एक लिखित है यह विकल्प लिखा है कि समस्या को यहां डालें फिर समूह के सदस्य हैं जो 1 2 3 4 5 और 6 है तो आप यहां एक सारांश कॉलम रखेंगे फिर जब आप यहां समस्या डाल रहे हैं तब प्रश्न पूछा जाता है और फिर कुछ सहायकों को इसके साथ टैग किया जाता है कि और क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ और कौन इसका उपयोग कर सकता है मैं इसे और कहां उपयोग कर सकता हूं जैसे कि समूह के सभी सदस्य यह इस तरह कॉलम होगा और जब आप एक प्रश्न पूछते हैं तो सभी प्रश्न का उत्तर और सभी समस्या समूह के सभी व्यक्तियों द्वारा नहीं दिया जा सकता है जो पाएगा कि पहला व्यक्ति जवाब दे सकता हैतीसरा समूह सदस्य साझा करता हैं मैं उसके साथ कर सकता हूं या पांचवा समूह सदस्य साझा कर सकते हैं की मैं इसके साथ और क्या कर सकता हूं और कौन इसका उपयोग कर सकता है यह पहले और दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति के उत्तर के दौरान हो सकता है मैं इसे कहां उपयोग कर सकता हूं पांच और छह फिर से खेलना कर सकते हैं जैसे कि आप यह भी टैग कर सकते हैं कि कब मैं इसका उपयोग कर सकता हूं मैं इसे कैसे उपयोग कर सकता हूं जैसे कि यदि आप पूछ सकते हैं और अंतिम रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप जिस समूह के सदस्य को सारांश देते हैं मैं इसके साथ और क्या कर सकता हूं सारांश को सारांशित किया जा सकता है इसलिए सभी सारांश कॉलम में भी सभी सारांश आएंगे और उपलब्ध स्थान पर सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करेंगे सभी स्थान को भरा नहीं जाएगा और सभी सवालों के जवाब हमेशा दिए जाएंगे समूह में दो या तीन सदस्य प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट और सारांशित कर सकते हैं कार्यान्वयन के लिए सारांश कॉलम में नीचे लिखा जा सकता है विचार मंच और विचार वृद्धि मैट्रिक्स के बाद थोड़ा चर्चा हो सकता है इसी तरह सत्र कैसे होता है जहां सवाल खुला रखा जाता है और इस समस्या को कैसे सुलझाया जाता है और इस तरह फिर से समूह के सदस्य इस पर चर्चा कर सकते हैं और इसका पता लगाने के लिए विकल्प का मूल्यांकन कर सकते हैं एक बार जब विचार उत्पन्न हो जाता है तो यह प्रश्न कैसे किया जाता है कि कागज के एक टुकड़े पर सभी अलग अलग तरीकों से लिखें हम इस समस्या को कैसे शब्दों के साथ शुरू करते हैं और एक बार जब इसे सुलझा लिया जाता है और समूह के सदस्यों से विचार उत्पन्न किए जाते हैं तो इस पर जांच की जा सकती है और कुछ उपयोगी विचारों का उपयोग किया जा सकता है इसी तरह विचारों की सफलता और क्रमिक निस्पंदन है जो बनाता है कि यह एक फ़नल प्रकार की विचार पीढ़ी की तरह है जहां लोगों के समूह को दो तीन छोटे समूहों या चार या पांच सदस्यों में विघटित किया जाएगा और एक समस्या दी जाएगी वे विचारों को उत्पन्न करेंगे फिर प्रत्येक समूह दस सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन करेगा फिर सभी यह तय करेंगे कि उनके समूह को कौन प्रस्तुत करेगा और सभी तीन या चार समूहों के समूह के नेता कौन होगा वे एक नए समूह की रचना करेंगे फिर से वे पढ़े जाने वाले विचारों पर चर्चा करेंगे विचारों को फ़िल्टर करेंगे और दस सर्वश्रेष्ठ विचारों को लिखा जाएगा और एक बार जब दस सबसे अच्छा विचार है कि वहां कौन कैसे कब और किसने आपको इसे टैग किया है एक फ्लिप चार्ट पर क्या कहां कैसे कब कैसे आप इसे डाल दिया जैसे प्रश्न संलग्न करें और विचारों के आरोपण या निष्पादन के लिए सभी विवरण मिलेंगे और बातचीत होगा जहा समूह का सामना करने के लिए भी है जहां लोग एक साथ बैठ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं वे बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मुद्दों को कैसे सुलझा सकते हैं या एक नए उत्पाद या एक प्रक्रिया के लिए कैसे जा सकते हैं एक और तकनीक को नाममात्र समूह तकनीक कहा जाता है पहली समस्या मौखिक रूप से प्रस्तुत की जाती है नाममात्र का मतलब है कि समूह मौजूद है लेकिन समूह के सदस्यों के बीच कोई मौखिक संचार नहीं है इसीलिए नाममात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है पहले समस्या को मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि समस्या को बयान करना और सवाल को प्रस्तुत करना कि ओवरटाइम को कैसे कम और विनियमित किया जा सकता है या अगर यह एक प्रौद्योगिकी समस्या है तो इसे सचित्र रूप से या फ्लिप चार्ट पर लिखा जा सकता है और इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा सकता है इससे पहले कि कोई चर्चा हो प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्र रूप से एक विचार या समाधान को मुद्दे को निश्चित समय में कागज पर लिखने के लिए कहा जाता है जहा एक व्यक्ति एक विचार लिख सकता है तीसरा जब सभी सदस्य लेखन पूरा कर लेते हैं तब चुप हो जाते हैं तब एक सदस्य प्रत्येक सदस्य को एक विचार प्रस्तुत करता है जब तक कि समूह में सभी सदस्य विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और वे रिकॉर्ड किए जाते हैं या तो यह या तो एक फ्लिप चार्ट पर या एक ब्लैक बोर्ड में दर्ज किया जाता है सभी विचार दर्ज किए जाने तक कोई चर्चा नहीं होती है प्रत्येक समूह के सदस्य को विचारों के महत्व के साथ उपयोगिता और कार्यान्वयन पर उनके महत्व के अनुसार विचार को स्वतंत्र रूप से रैंक करने के लिए कहा जाता है इसलिए विचार कार्यान्वित किया जाता है और विचार के क्रियान्वयन के लिए विवरणों का चयन किया जाता है एक बार जब हम विचार पाते हैं जो महत्वपूर्ण है तो उपयोगिता में उच्च और कार्यान्वयन में उच्च या कार्यान्वयन में आसान है यहां तक कि अगर उनका एक अच्छा विचार है अगर लागू करना मुश्किल है तो संगठनों में टिक नहीं सकता है और अनुसंधान ने दिखाया है कि ये तकनीक बहुत सारे रचनात्मक विचार देती हैं इसी प्रकार डेल्फी उनका वह स्थान है जहां वह यूएसए में रैंड कॉर्पोरेशन द्वारा है पहले समस्या की पहचान की जाती है और यदि समस्या उनकी है तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञों का पैनल तय किया जाता है निर्णय लेने के लिए उन्हें एक भौतिक स्थान पर आना होगा और दूसरा एक प्रश्नावली सावधानी से प्रस्तुत की गई है समस्या के मुद्दे के संदर्भ में विशेषज्ञों के संभावित समाधान के संदर्भ में तैयार किया गया है प्रश्नावली प्रत्येक विशेषज्ञ को भेजी जाती है और प्रत्येक को संभावित समाधान प्रदान करने के लिए कहा जाता है प्रत्येक विशेषज्ञ स्वतंत्र रूप से प्रश्नावली को पूरा करता है तीसरी प्रश्नावली की प्रतिक्रियाएँ केंद्रीय स्थान पर भेजी जाती हैं फिर से केंद्रीय स्थान पर समन्वयक प्रतिलेखन का विश्लेषण और सारांश देता है और समन्वयक पुनः प्रश्नावली को प्रतिक्रियाओं के सारांश के साथ वह विशेषज्ञ को भेजता हैं सारांश को देखने के बाद विशेषज्ञ की राय या समाधान बदल सकता है यह आम तौर पर नए समाधानों को ट्रिगर करता है और एक ही मुद्दे पर पिछले समाधानों में परिवर्तन का कारण बनता है अंत में यह जारी है जब तक कि सभी विशेषज्ञ एक विशेष समाधान पर सहमत नहीं होते हैं तो यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है लेकिन यदि आप विशेषज्ञों से विचार प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसे भी प्राप्त कर सकते हैं एक अन्य समूह निर्णय समर्थन प्रणाली है जहां यह आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड की तरह है या एक समूह निर्णय समर्थन प्रणाली सिर्फ नाममात्र समूह को मिलाती है और डेल्फी लोग अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं लोग एक दूसरे एजेंट डेल्फी के साथ बात नहीं कर सकते हैं लेकिन निर्णय चरणों या विशेष उत्पाद या सेवा को विकसित करेगा समूह के सदस्य उपयोग करते हैं यह एक तकनीक है जहां समूह के सदस्यों को समस्या कंप्यूटर में पोस्ट किया जाता है और यह संगठन में सभी सदस्यों सभी हितधारकों को भेजा जाता है समूह के सदस्य कंप्यूटर पर स्क्रीन पर प्रतिक्रियाएं दर्ज करने या टाइप करने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करते हैं या तो सभी एक साथ या एक से अधिक समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं सहायक सॉफ्टवेयर में सहज और उन्नत ग्राफिक्स के साथ सर्वेक्षण संयोजनPooling पूलिंग मतदान Voting वोटिंग और प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के लिए कई प्रावधान हैं कार्य की आवश्यकता के आधार पर सॉफ़्टवेयर तुरन्त टिप्पणियों को संकलित करता है ग्रंथों के कुल वोट औसत रैंक या समाधानों को संक्षिप्त करता है अंतिम प्रतिक्रिया कीबोर्ड के धक्का पर सभी व्यक्तिगत कंप्यूटरों की स्क्रीन पर झलक कर सकती है तो यह एक सरलतम तकनीक है जिसे विचार संग्रहीत किया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों के जूते में कदम रखे बिना आप अपना विचार दे सकते हैं और एक बार जब यह स्थायी रूप से संग्रहीत हो जाएगा और संशोधन भी हो सकता है और आप अपने विचारों को संशोधित कर सकते हैं यह प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ है यह डेल्फी और नाममात्र समूह तकनीक की जगह एक अधिक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है